लैबोरेट्री डेमोंसट्रेशन में आपका स्वागत है मैंने जो अगला उपकरण लिया है वह डायल गेज है डायल गेज एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है जिसमें प्रिंसिपल का उपयोग रिसिप्रोकेटिंग मोशन में किया जाता है और इसे एक सर्कुलर मोशन में परिवर्तित किया जाता है और इससे हमें कुछ रीडिंग मिलती है मैं आपको प्रिंसिपल दिखाता हूं और पहले डायल गेज दिखाता हूं इस डायल गेज के घटकों को दिखाता हूं यह एक डायल गेज है और इसका मेक बड़ा है तो इस डायल गेज में विभिन्न घटक हैं पहला घटक बेज़ेल है बेज़ल बाहरी भाग है जिसे इस 0 को समायोजित करने के लिए घुमाया जा सकता है इसलिए इस बेज़ल का उपयोग 0 को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है हम देखते हैं कि यदि तीर है तो हम इसे घुमा सकते हैं इसलिए यदि 0 त्रुटि है तो हम इसे समायोजित कर सकते हैं यहां हमारे पास सकारात्मक त्रुटि है इसलिए हम इसे समायोजित कर सकते हैं तो हमारे पास मार्करस भी हैं हम काले रंगों में देख सकते हैं दो मार्कर हैं इन दो मार्करों का उपयोग रेफरेंस पॉइंट को चिह्नित करने के लिए किया जाता है और माप की शुरुआत के लिए इन मार्करों को आम तौर पर रेफरेंस पॉइंट पर रखा जाता है या यदि आवश्यक हो तो मार्करों में से एक को 0 पर भी रखा जा सकता है इसके अलावा हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं दो पॉइंटर्स अंदर हैं एक मुख्य पॉइंटर है और दूसरा छोटा पॉइंटर है आप देख सकते हैं कि हमारे पास निचले सिरे पर मेन पॉइंट है जो मुख्य बिंदु के साथ प्लंजर पर है यदि हम इसे ऊपर रखते हैं यदि हम इसे रिसिप्रोकेटिंग मोशन से ऊपर धकेलते हैं यदि हम इसे धीरे धीरे ऊपर धकेलते हैं तो आप देख सकते हैं कि बड़ी सुई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है हम यहाँ स्पेसिफिकेशनस को देख सकते हैं कि यह 001 से 10 मिमी लिखा है अब 001 अगर मैं अपने प्लंजर को थोड़ा ऊपर ले जाता हूं तो आप थोड़ा सा चाल देख सकते हैं हाँ यह तीन रीडिंग आगे बढ़ गया है ठीक है इसका मतलब है यह 001 से 3 तक बढ़ गया था 003 मिमी आगे मैं बड़ी सुई की बात कर रहा हूं इसलिए जब मैं इसे थोड़ा और धक्का देता हूं तो यह 0 से 0 तक एक पूर्ण घुमाव बनाता है आप देख सकते हैं कि क्लाकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है और छोटी सुई विपरीत क्लाकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है हम इसे फिर से करेंगे यह क्लाकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है छोटी सुई विपरीत क्लाकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है मैं सिद्धांत की व्याख्या करूंगा आप देख सकते हैं कि बड़ी सुई ने एक पूरा रोटेशन लगाया है इसका मतलब है यह 001 से 100 तक बढ़ गया है आप देख सकते हैं कि बड़े स्केल पर कुल १०० डिवीजन हैं जिसे सिर्फ एक रोटेशन में कवर किया गया है और छोटे सर्कल छोटी सुई आप देख सकते हैं कि यह विपरीत क्लाकवाइज में चला गया है यह सिर्फ १ डिवीजन आगे १ डिवीजन आगे बढ़ा है तो इसका मतलब है 001 से 10 मिमी न्यूनतम विभाजन की रेंज है जो न्यूनतम रीडिंग दे सकता है जो 001 है और अधिकतम 10 मिमी है यदि मैं प्लंजर को पूरी तरह से ऊपर धकेलता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह यहां 10 मिमी से अधिक चला गया है लेकिन उपकरण की संवेदनशीलता या उपकरण की रेंज को पढ़ा जा सकता है जो 10 मिमी है तो हमारे यहाँ प्लंजर है प्लंजर के ऊपर हमारे पास स्टेम है जिसमें प्लंजर चल रहा है तो हम देख सकते हैं कि प्लंजर की रिसिप्रोकेटिंग मोशन सुई को सर्कुलर मोशन दे रही है इसके पीछे का सिद्धांत गियर ट्रेन ही है अगर मैं प्लंजर को ऊपर खींचकर या धक्का देकर छोड़ दूं तो क्या होगा सुई अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है इसका मतलब है इस प्रकार यह कुछ स्प्रिंग मेकैनिज्म है जो काम कर रहा है तो यह यहां एक हेलीकल स्प्रिंग है तो यह कैसे काम कर रहा है मैं इसे इस तरह से घुमाना पसंद करता हूं यह वास्तव में मेरा प्लंजर है और यह वास्तव में एक रैक और पिनियन है मेरे पास यहां एक पिनियन है जब यह ऊपर और नीचे की ओर बढ़ता है तो यह पिनियन घूमता है यह पिनियन घूमता है यानी यह ऊपर की दिशा में आगे बढ़ रहा है यह पिनियन घूूमेगा यदि वह ऊपर की ओर बढ़ना है तो वह इस दिशा को घुमा रहा है और यह पिनियन यहाँ एक और गियर से जुड़ा है जो कि यह है और मेरे यहाँ मेरा पॉइंटर P1 है अब यदि आप देखते हैं कि मैं इसे ऊपर की दिशा में ले जाता हूं तो आप डायल गेज देख सकते हैं अगर मैं इसे ऊपर की दिशा में धीरे धीरे ले जाता हूं तो पॉइंटर मुख्य पॉइंटर क्लाकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है आप इसे यहां देख सकते हैं अगर मैं इसे ऊपर की दिशा में इस गियर में ले जाता हूं तो मैं इसे गियर 1 कहूंगा यह गियर 1 विपरीत क्लाकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है मैं इसे विपरीत क्लाकवाइज में रखूंगा गियर 2 जो कि क्लाकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो क्या होता है इस प्लंजर के एक छोटे से मूवमेंट के साथ एक बड़ा मूवमेंट होता है क्योंकि आप जानते हैं कि यह छोटा पिनियन है और गियर रेशियो है जिसके आधार पर कैलिब्रेशन किया जाता है जो गियर 1 पर आधारित होता है गियर 1 का छोटा मूवमेंट होता है जो गियर 2 को एक बड़ा मूवमेंट होता है तो यहाँ रैक और पिनियन यह रैक और पिनियन है तो यह पॉइंटर P1 है तो यह छोटा पिनियन है या मान लें कि गियर 2 दूसरे गियर से भी जुड़ा है जो कि मेरा गियर 3 है यह छोटा गियर 2 गियर 3 को घुमा रहा है यह मेरा गियर 3 है और मेरे पास यहां पॉइंटर भी है तो यह मेरा पॉइंट P1 है और यह मेरा पॉइंटर P2 है आप डायल गेज के रोटेशन के साथ सॉरी डायल गेज के रिसीप्रोकेटिंग मूवमेंट के साथ देख सकते हैं कि पॉइंटर एक पूर्ण रोटेशन कर रहा है और पॉइंटर 2 दूसरी दिशा में घूम रहा है आप देख सकते हैं कि यह g 1 विपरीत क्लाकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है g 2 क्लाकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और g 3 जाहिर है विपरीत क्लाकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और वेलोसिटी अनुपात या गियर अनुपात भी ऐसा है कि एक पूर्ण रोटेशन छोटे पॉइंटर में केवल एक डिवीजन बना रहा है बड़े पॉइंट का एक पूर्ण रोटेशन छोटे पॉइंटर में एक विभाजन बना रहा है तो इसे इस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है आप यह भी देख सकते हैं कि जब हम प्लंजर या पॉइंटर को छोड़ते हैं तो यह अपने आप मूल स्थिति में आ जाता है तो यह स्प्रिंग मेकैनिज्म यहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ स्प्रिंग है जो हेलिकल स्प्रिंग है यह हेलिकल स्प्रिंग ऊर्जा को संग्रहीत करता है जब प्लंजर को ऊपर धकेल दिया जाता है और जब इसे छोड़ दिया जाता है क्योंकि ऊर्जा संग्रहीत होती है तो यह एक ऊर्जा छोड़ती है और प्लंजर वापस मूल स्थिति में आ जाता है बेहतर मैं कहूंगा संपर्क का पॉइंटर पॉइंट मूल स्थिति में वापस आ जाता है यह डायल गेज का सिद्धांत है डायल गेज का अनुप्रयोग क्या है रोटेटिंग शाफ्ट के मामले में डायल गेज रोटेटिंग शाफ्ट पर लगाया जाता है इसलिए यह देखने के लिए कि क्या ऑफसेट या खेल या विलक्षणता है यह हमें बता सकता है कि क्या दोष और क्या विलक्षणता है जो भी मूवमेंट है हम मध्य मूल्य लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि डायल गेज इस स्टैंड से जुड़ा हुआ है यहां डायल गेज होल्डर डायल गेज स्टैंड में हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक प्रकार का सार्वभौमिक कनेक्शन है किस डायल गेज में किसी भी प्रकार का हम किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं इसमें वास्तव में 6 डिग्री स्वतंत्रता होगी आप देख सकते हैं कि यह इस दिशा के साथ आगे बढ़ सकता है यह इस दिशा में भी आगे बढ़ सकता है हाँ ठीक है यह स्वतंत्रता की एक और डिग्री है कि ऊंचाई भी यहां समायोजित की जा सकती है इसलिए जहां कहीं भी इसकी आवश्यकता हो इसे ठीक किया जा सकता है तो यह डायल गेज का उपयोग है डायल गेज के साथ मैं डायल वर्नियर के बारे में भी बात कर सकता हूं तो यह एक वर्नियर कैलिपर है वास्तव में डायल गेज की तरह कोई सिद्धांत या मूवमेंट नहीं है लेकिन इसमें एक डायल है इसमें एक रोटरी स्केल है यह यहां सर्कुलर स्केल है आप देख सकते हैं कि इसमें मेन स्केल रीडिंग भी है जो इंचस में कैलिब्रेटेड हैं और मिमी में यह है वर्नियर स्केल जो इस स्केल का उपयोग यह है कि जब भी हम चाहते हैं हम इस 0 को पॉइंट पर समायोजित कर सकते हैं आप देखें कि हमें इस पॉइंट पर जहां भी आवश्यकता है हम इसे कम से कम वर्नियर स्केल के 0 के रूप में समायोजित कर सकते हैं आप यहां देख सकते हैं कि इसकी लीस्ट काउंट 0001 इंच है तो यह एक और वर्नियर कैलीपर है जिसमें यह सर्कुलर स्केल है और इसे समायोजित किया जा सकता है यह लाभ है हालाँकि अन्य उपयोग समान हैं इसमें आंतरिक जबड़े हैं बाहरी जबड़े में यह गहराई गेज है और यह स्क्रु फाइन एडजेस्टमेंट स्क्रु है आइए हम प्रयोगशाला प्रदर्शन के अगले भाग से मिलते हैं इस डेमोंसट्रेशन में मैं चर्चा करूँगा कि माइक्रोमीटर क्या है यह इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी पाठ्यक्रम के लिए डेमोंसट्रेशन है इस पाठ्यक्रम में हम लीनियर मेजरमेंट एंगयुलर मेजरमेंट के लिए विभिन्न उपकरणों के माप के बारे में चर्चा कर रहे हैं लिनियर एंगयुलर मेजरमेंट के लिए उपयोग किए जाने वाले ये दो प्रमुख उपकरण मैं इस मॉड्यूल में चर्चा कर रहा हूं तो हमने यहां जो माइक्रोमीटर चुना है वह एक मिटुटोयो माइक्रोमीटर है इस माइक्रोमीटर की रेंज 0 से 25 मिमी तक होती है और लीस्ट काउंट 001 मिमी होती है तो आप देख सकते हैं कि विनिर्देश यहां दिए गए हैं मैं केवल माइक्रोमीटर के घटकों पर चर्चा करूंगा हम देख सकते हैं कि अधिकतम माप जो यहां लिया जा सकता है वह 25 मिमी है और लीस्ट काउंट 001 मिमी है यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लीस्ट काउंट वर्नियर कैलीपर की आधी लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलीपर की लीस्ट काउंट 002 मिमी थी तो यह 001 मिमी है जो कि वर्नियर कैलिपर्स में हमारे पास रीडिंग 44448 1228 की तरह थी यहां हमारे पास 1227 या 1229 भी हो सकते हैं तो यह अधिक संवेदनशील भी है माइक्रोमीटर केवल बाहरी डायमीटर को मापने के लिए उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है माइक्रोमीटर का उपयोग करके आंतरिक डायमीटर आंतरिक लंबाई को मापना बहुत संभव नहीं है तो माइक्रोमीटर के विभिन्न घटक आप यहां देख सकते हैं पहला घटक एन्विल है एन्विल एक हिस्सा है जो स्थिर जबड़ा है अगर मैं इसे थोड़ा खोलता हूं और अगर मैं इसे घुमाता हूं जब मैं इसे घुमाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह खुल रहा है आप देख सकते हैं कि इसे स्क्रू गेज के रूप में भी जाना जाता है इसे स्क्रू गेज के रूप में क्यों जाना जाता है क्योंकि यह नट और स्क्रू के प्रिंसिपल पर काम कर रहा है यह एक स्क्रू को ढीला या कसने जैसा है ठीक है इसलिए जब हम स्क्रू को ढीला कर रहे होते हैं तो यह घटक एन्विल होता है स्थायी घटक एन्विल होता है और इस सतह के आधार पर इसे कैलिब्रेट किया जाता है यह सतह बहुत सपाट होती है और एन्विल की सतह सपाट होती है सपाटता काफी प्रीसैझ होती है तो हमारे यहां थिम्बल या स्पिंडल है जो हो सकता है कि हम स्क्रू का उपयोग कर रहे हैं जो आगे या पीछे जा सकता है और हमारे पास लॉक नट किसी भी पाॅइंट पर हम इस लॉक नट का उपयोग करके रीडिंग को लॉक कर सकते हैं इसलिए एक बार रीडिंग लेने के बाद सुविधा के लिए इस लॉक नट का फिर से उपयोग किया जाता है और फिर हम इस पाॅइंट पर रीडिंग को लॉक कर सकते हैं और फिर इसे बहुत आसानी से नोट कर सकते हैं तो हमारे यहाँ दो स्केलस हैं मेन स्केल मेें यह मेन स्केल है जिसे आप देख सकते हैंऔर दो माइक्रो स्केल और सर्कुलर स्केल को हम इसे कहते हैं हम मेन स्केल पर 0 और 5 देख सकते हैं 0 और 5 के बीच 10 डिवीजन हैं ऐसा लगता है कि हमारे पास 5 डिवीजन हैं हालांकि ऊपरी तरफ 5 डिवीजन हैं और निचले हिस्से में एक विभाजन है जो ऊपरी हिस्से के विभाजनों के बीच में है तो आप ऊपर की तरफ पहला डिवीजन देख सकते हैं कि 1 मिमी है पहले हम जानते हैं कि ऊपरी तरफ 1 मिमी है अगर हम नीचे की तरफ कहें तो यह विभाजन 0 और 1 के बीच है जो 05 मिमी है इसलिए अगर मैं इसे पूरी तरह से बंद कर दूं तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे पूरी तरह से बंद करता हूं तो अंत में आप देखेंगे कि आप एक क्लिक शोर सुनेंगे वहां फिर से क्लिक करें तो मैं खोलता हूं फिर से मैं क्लिक करता हूं तो बंध करता हूँं यह क्लिक वास्तव में रेेटचेट मेकैनिज्म है और यह एक दिशा में तभी आगे बढ़ सकता है जब मैं इसे खोलता हूं तो कोई क्लिक नहीं होता है या कोई प्लेट नहीं होती है लेकिन जब मैं इसे क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो यह समायोजित हो सकता है आगे यह क्लिक शोर को क्लॉकवाइज देता रहेगा क्लॉकवाइज आगे यह क्लिक की तरह आवाज देता रहेगा लेकिन एक क्लिक हमें यह बताने के लिए पर्याप्त है कि दबाव पर्याप्त है कि वर्कपीस या हमारे चलने योग्य यानी हमारे चलने योग्य स्पिंडल वर्कपीस को छूते हैं इसलिए इसका मतलब है पर्याप्त एक क्लिक यह रैचेट अटैचमेंट है यहां अन्य घटक हैं जिन्हें हमने समायोजित किया है और निचले फ्रेम को U फ्रेम या U आकार या U आकार के स्टील फ्रेम के रूप में जाना जाता है फिर हमारे पास यहां थिम्बल है फिर हमारे पास स्लीव है हमारे पास स्पिंडल है मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि चलने योग्य भाग को स्पिंडल के रूप में जाना जाता है तो ये माइक्रोमीटर के प्रमुख घटक हैं जिस सिद्धांत पर यह माइक्रोमीटर काम करता है वह स्क्रु का सिद्धांत है यह स्क्रु गेज का सिद्धांत है जो स्क्रु पिच है मैं माइक्रोमीटर का सिद्धांत लिख सकता हूं तो माइक्रोमीटर इस स्क्रु के एक सिद्धांत पर आधारित है जो छोटी दूरी को बढ़ाने के लिए जो मापने के लिए बहुत छोटा है जो सीधे बड़े रोटेशन में हैं आप देख सकते हैं कि क्या मैं एक पूर्ण रोटेशन करता हूं 0 फिर से इस केंद्रीय रेखा के साथ मेल खाता हैयह 05 मिमी आगे बढ़ गया है हम देख सकते हैं कि रेखा वहाँ केंद्रीय रेखा है केंद्रीय रेखा के नीचे की रेखा 05 मिमी है इसका मतलब है सर्कुलर स्केल पर एक रोटेशन हमारे पास वास्तव में ५० डिवीजन थे आप ५ से ० देख सकते हैं मैं इसे ० ५१० १५ २० दिखाने के लिए घुमाऊंगा इसलिए मेरे पास ५० डिवीजन हैं और एक रोटेशन इसे ०५ मिमी आगे ले जाएगा तो पेंच के इस बड़े रोटेशन हमारे स्पिंडल में केवल छोटी छोटी गति लाता है तो यह सिद्धांत है एक पूर्ण रोटेशन केवल 05 मिमी दूसरा पूर्ण रोटेशन केवल 05 मिमी तो यह वह सिद्धांत है जिस पर माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट भी बहुत आसानी से की जा सकती है आप देख सकते हैं कि 05 मिमी 50 डिवीजनों में 05 मिमी जैसे देखा गया था माइक्रोमीटर का सिद्धांत ५० डिवीजनों में ०५ मिमी है तो लीस्ट काउंट 001mm तो इसका मतलब है मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट 05 बटा 50 होगी जो 001 मिमी के बराबर है हालांकि यहां सामान्य संबंध यह है कि सर्कुलर स्केल पर डिवीजनों की संख्या से लीस्ट काउंट पिच के बराबर है तो पिच एक रोटेशन में है यह थ्रेड की पिच है जैसे हमने चर्चा की है कि थ्रेड सिस्टम को पहले से ही इसका फीड मिल जाएगा एक रोटेशन कितना आगे या कितना एक रोटेशन में हमारा स्क्रू चला गया था एक रोटेशन में जो पिच को डिवीजनों की संख्या से विभाजित किया जाता है वह लीस्ट काउंट है वे यहां सरल संबंध हैं लीस्ट काउंट तो यह हमारी लीस्ट काउंट है और मेज़रमेंट वैल्यू मेज़रड वैल्यू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट गुना सर्कुलर रीडिंग के बराबर है और अगर यह मेन स्केल रीडिंग है और अगर कुछ त्रुटि है अगर शुरुआत में 0 लाइन के केंद्र के साथ मेल नहीं खा रहा है तो त्रुटि को इस माइनस या प्लस माइनस त्रुटि को समायोजित करना होगा मेजरड वैल्यू MSR LC × CSR - शून्य त्रुटि वास्तव में अगर मैं यहां शून्य त्रुटि डालता हूं तो शून्य त्रुटि जैसा कि हमने चर्चा की है इसे हमेशा घटाया जाता है तो यह माइनस शून्य त्रुटि के साथ तीन टर्मस हैं तो आइए माइक्रोमीटर का उपयोग करके कुछ आयामों को खोजने का प्रयास करें आइए पहले हम एक साधारण स्टील के तार को चुनें तो प्रक्रिया यह है कि हम इसे फिर से लंबाई से एक अंतराल तक ढीला कर देंगे जो कि फीचर या आयामों की तुलना में थोड़ा अधिक है जिसे मापा जाना है फिर हम तार जोड़ देंगे फिर मैं तार के एंविल छोर को में डाल दूंगा और इसे बंद कर दूंगा तो रैचेट पर एक क्लिक शोर या एक क्लिक ध्वनि बनाता है हाँ अब मैंने नट को बंद कर दिया है अब मैं इसे बाहर निकाल सकता हूं तोआप देख सकते हैं कि मेन स्केल पर रीडिंग 35 से अधिक है यह ३५ है आप देख सकते हैं कि रीडिंग ३५ से अधिक है हालांकि ऐसा लगता है कि यह ४ को पार कर गया है लेकिन अगर मैं केंद्रीय रेखा को देखता हूं तो केंद्रीय रेखा ४९वां डिवीजन के साथ मेल खाती है 0 से पहले एक डिवीजन इसलिए मैं ३५ प्लस ००१ गुना ४९ में डाल रहा हूं तो क्या कोई शून्य त्रुटि है मुझे यह देखने के लिए इसे बंद करने दें कि क्या कोई शून्य त्रुटि है तो क्या आप देख सकते हैं कि 0 हमारी केंद्रीय रेखा से बिल्कुल मेल खाता है या नहीं हां यह है यह संयोग ही है तो कोई शून्य त्रुटि नहीं है तो यह त्रुटि 0 है तो इस तार के डायमीटर को पढ़ना 35 प्लस 049 जो 399 बराबर है मेज़रड वैल्यू MSR LC × CSR - शून्य त्रुटि 35 001 × 49 −0 • 35 049 • 399 mm वैसे यह तार जब खरीदा गया था इसे आयाम 4 मिमी में खरीदा जाता है तो हम देख सकते हैं कि किसी पाॅइंट पर हमें जो रीडिंग मिल रही है वह 39 मिमी है तो संवेदनशीलता आप कह सकते हैं कि अगर तार 4 मिमी खरीदा जाता है तो तार है और प्लस माइनस 002 सहिष्णुता है यह स्वीकार्य है तो 399 मिमी आयाम है हम रीडिंग को किसी अन्य पाॅइंट पर भी देख सकते हैं मुझे लगता है कि यह 398 या 397 हो सकता है क्योंकि 001 मिमी नहीं है इसे नग्न आंखों से पहचाना नहीं जा सकता है या केवल हाथ से भी महसूस नहीं किया जा सकता है तो यह किया जा सकता है और मैं एक प्रयोग करूंगा वर्नियर कैलीपर का उपयोग करके हमने जिन डायमीटर ों की गणना की है मैं उन घटकों के आयामों के उन रीडिंग डायमीटर को देखने की कोशिश करूंगा जिनका उपयोग हमने वर्नियर कैलीपर का उपयोग करके मापा था कि मैं उन वेल्यूस में से एक या दो को माइक्रोमीटर का उपयोग करके देखने की कोशिश करूंगा तो आइए कोशिश करते हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास जो वेल्यूस थे वे 002 स्थानों पर थे ठीक है यदि आडॅ डेसिमल के ईवन स्थान वहाँ पर दूसरे स्थान पर हैं तो अब मैं एक ही स्थान देखना चाहता हूँ आडॅ स्थान भी हैं तो संवेदनशीलता उससे दोगुनी है और रीडिंग उस का ५० प्रतिशत या उसका आधा होगा इसलिए हमने विभिन्न स्थानों पर पेंसिल की लंबाई मापने के लिए एक प्रयोग करने का निर्णय लिया है तो वास्तव में यह पेंसिल है आइए देखें कि लंबाई नहीं क्षमा करें पेंसिल की मोटाई यहां पेंसिल की सामान्य मोटाई क्या है यदि मैं इसका उपयोग करता हूं तो एक क्लिक और नट को लॉक करने के साथ यह लंबाई आती है यह मोटाई करीब आती है वास्तव में आप इस रीडिंग 0 को देख सकते हैं यह पहली रीडिंग है इसके बाद ५वीं ६वीं ७वीं ७०१ को संयोग कर रहा है तो हम देख सकते हैं कि पेंसिल की मोटाई की लंबाई एक पाॅइंट पर 701 है अब मैं इसे अनलॉक करता हूं और दूसरी रीडिंग को उस पाॅइंट पर लेता हूं जो शुरुआती पाॅइंट से थोड़ा गहरा है आइए हम क्लिक दें और मैं यहाँ रीडिंग लॉक कर दूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पढ़ना अब थोड़ा कम है आप जानते हैं कि 44 वाँ पठन यहाँ संयोग कर रहा है यदि आप देखते हैं कि सर्कुलर स्केल का 44 वाँ रीडिंग मेन स्केल के साथ मेल खा रहा है और यह 65 के बाद है तो 44 प्लस 044 प्लस 65 694 इसलिए हमें यहां दो रीडिंग मिली हैं इसलिए पेंसिल की मोटाई के लिए यह 701 694 है मैं यहां उसी सतह पर एक और रीडिंग लेता हूं एक क्लिक के साथ नट को बाहर निकालने के साथ है इसमें हमारे पास 20 है यह वास्तव में 5 6 7 75 है और 25 हां यह थोड़ा सा रास्ता है तो यह 775 है आप जानते हैं कि पेंसिल एक उपकरण है यह एक उपकरण है जिसका उपयोग सिर्फ हाथ में किया जाना है और सामान्य तौर पर हम जो भी पेन या पेंसिल का उपयोग करते हैं उसका माप 5 mm के बीच 6 या 7 मिमी से 15 मिमी के बीच होता है सटीक लेखन पेंसिल एक प्रकार का प्रीसिशन लेखन है और सफेद बोर्ड वगैरह के लिए यह 20 मिमी हो सकता है जब भी यह बड़ा हो जाता है तो संवेदनशीलता या लेखन में प्रीसिशन कम हो जाती है तो सामान्य तौर पर यदि आप देखते हैं तो पेंसिल की मोटाई 7 मिमी है लेकिन अगर मैं इसका उपयोग करता हूं तो अगर मैं गणना करने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग करता हूं तो आप यह भिन्नता देख सकते हैं 701 694 755 तो यह एक छोटा सा रास्ता है क्योंकि यह सिर्फ हाथ में पकड़ने के लिए बनाया गया है तो रेंज छह पाॅइंटो के बीच हो सकती है क्योंकि आप जानते हैं कि पेंसिल में पेंट भी होता है इसमें कुछ मोटाई भी होती है और इसे ठीक 7 मिमी के करीब डिजाइन करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है यह 6 पाॅइंट से भिन्न हो सकता है मैं कह सकता हूं कि 65 मिमी से 8 मिमी तक ऐसा हो सकता है तो यह वास्तव में यह देखने का एक तरीका है कि चीजों को कैसे डिज़ाइन किया गया है यह एक चाभी थी क्या यह धातु हेक्सागोनल चाभी थी जिसे किसी चीज़ में डाला जाना था जैसे कि GO या NO GO गेज ठीक है इसलिए इसे अधिक सटीक होना चाहिए लेकिन इसे केवल एक हाथ में पकड़ना है हमें इसे बहुत सटीक तरीके से डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है तो यह माइक्रोमीटर के बारे में था आगे मैं इस सतह प्लेट के बारे में चर्चा करूंगा तो यहाँ हमारे पास एक सतह प्लेट है सतह प्लेट वास्तव में एक बुनियादी या मौलिक उपकरण है जो मेट्रोलॉजी प्रयोगशाला में रखा जाता है क्योंकि आप सभी ज्यामिट्री सटीकता की नींव जानते हैं और कि सभी आयामी माप एक फ्लैट प्लेन है जो वास्तव में वर्कशोप और निरीक्षण प्रयोगशालाएं में प्रदान किया जाता है और केवल सतह प्लेट द्वारा तो यह एक कास्ट लोहा सतह प्लेट हैc सतह प्लेट में उच्च सटीकता हो सकती है है सटीकता 10 माइक्रोमीटर से 001 मिमी हो सकती है लेकिन 3000 मिमी महान है तो इसकी सटीकता इन दिनों अलग हो सकती है वास्तव में यह एक पुराना सतह प्लेन है अगर इसे पहली बार IIT कानपुर में रखा गया है तो मुझे लगता है कि इसे लगभग 40 साल पहले खरीदा गया था जो जगह उपलब्ध हैं इस ग्रेनाइट सतह प्लेट पत्थर की तरह काली ग्रेनाइट सतह प्लेट भी है इसलिए काले ग्रेनाइट सतह प्लेट की संवेदनशीलता 1 बाय 10000 इंच है तो यह एक सतह प्लेट है यह आयामों में 15 इंच लंबाई और चौड़ाई में 15 इंच है और मोटाई 1 इंच है आप देख सकते हैं कि यह एक चिकनी सतह है हम स्पिरिट लेवल का उपयोग कर सकते हैं हम अगले स्पिरिट लेवल की ओर बढ़ेंगे हम देख सकते हैं कि इसे बेस से ठीक से फ्लैट रखा गया है या नहीं ठीक है यह एक बात है सतह प्लेट मेट्रोलॉजी लैब की नींव बनाती है सबसे सतह प्लेटें रैक्टेंगुलर आकार की होती हैं जिनके पास 4 बाय 3 होते हैं लंबाई आस्पेक्ट रेशियो 4 बाय 3 होता है वे स्केवेयर हो सकते हैं या वे गोल हो सकते हैं या वे 3 प्लेट विधि द्वारा एक फ्लैट प्लेन बनाने के लिए ज्यामिटरी रूप से सबसे सही हैं आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कास्ट आयरन की सतह प्लेटों में सतह के नीचे विशेष रिबिंग और संरचना गठन होता है ताकि यह जितना संभव हो उतना वजन में हल्का हो लेकिन आप जानते हैं कि यह बहुत ठोस सतह चरण नहीं है इसके नीचे रिबिंग है जिसे आप देख सकते हैं तो जैसे वजन कम करने के लिए इसलिए यह संपूर्ण साॅलिड नहीं है इसलिए वजन कम करने के लिए यह है साथ ही सतह की प्लेट की सतह का वास्तविक प्लेन मशीन या स्क्रैप नहीं है जब तक कि यह वास्तव में वृद्ध न हो जाए और सभी आंतरिक सतहें कम न हो जाएं वास्तव में ग्रेनाइट सतह प्लेट एक बहुत अच्छा समायोजन है यह रखने वाली प्लेटों की कास्ट आयरन सतह का बहुत जबरदस्त प्रतिस्थापन है क्योंकि ग्रेनाइट सतह प्लेटों को बार बार ग्रा्ऊँडड किया जा सकता है और लागत यह भी है कि इस सतह प्लेट का वजन कम होता है सतह कठिन है वहाँ एक सतह कठोरता है जब भी हमें इसे मशीन करने की आवश्यकता होती है तो सतह को फिर से सख्त करना पड़ता है और इस तरह के कुछ बम्पस आदि हो सकते हैं वास्तव में संवेदनशील हाथ देख सकते हैं कि बम्पस हैं या नहीं ठीक है यह एक पुराना सतह प्लेन है आप देख सकते हैं कि यहां छोटे छोटे वेयर और टैर हैं ठीक है लेकिन यह फिर से काम करने योग्य है हम ऊंचाई गेज स्पिरिट लेवल और अन्य उपकरण का उपयोग करें ठीक है अगला उपकरण एक फीलर गेज है फीलर गेज एक ऐसा उपकरण है जिसमें कई पट्टियां होती हैं तो ये वास्तव में यहाँ अलग अलग स्ट्रिप्स हैं फीलर गेज का उपयोग दो सपाट सतहों के बीच के अंतराल को मापने के लिए किया जाता है जहां तक पहुंचना मुश्किल होता है तो फीलर गेज वहां तक पहुंच सकता है और यह दूरी की चौड़ाई 1 मिमी है यह 005 मिमी है यह 001 मिमी है विभिन्न प्रकार के फीलर गेज आप देख सकते हैं हमारे पास एक फीलर गेज भी है जो चौड़ाई पैक है और इसमें 10 ब्लेड हैं आप देख सकते हैं कि इसमें आयाम 5 से 100 से 80 से 100 मिमी तक 10 ब्लेड हैं इसलिए फीलर गेज का उपयोग किया जा सकता है उदाहरण के लिए यहां एक स्पार्क प्लग है स्पार्क प्लग के बीच का अंतर यदि आप स्पार्क प्लग के बीच का अंतर देखते हैं तो यह 06 मिमी है यह 06 मिमी स्पार्क है जब भी तत्व बिगड़ता है जब स्पार्क प्लग लगातार स्पार्क देता है तो स्पार्क प्लग का आंतरिक तत्व बिगड़ जाता है और गैप बढ़ जाता है तो हम मैकेनिक को स्पार्क प्लग के ऊपर से नल लगाते हुए देखते हैं ताकि अंतराल को वांछित मूल्य पर वापस लाया जा सके वांछित मूल्य 06 मिमी है तो फीलर गेज हालाँकि मैकेनिक के ऊपर स्केल इसे केवल अपने आप कर सकता है लेकिन 06 मिमी के फीलर गेज का उपयोग करने का उचित तरीका है आप इसे देख सकते हैं यदि यह एक फीलर गेज है और फीलर गेज के एक लीफ को इसमें डाल देना की कोशिश कर रहा हूं वह ठीक से नहीं जा रहा है इसलिए मैं यहां फीलर गेज का एक लीफ लेने की कोशिश कर रहा हूं सबसे बड़ा वीकलीफ जो कि 80 गुणा 100 है यानि 08 ठीक से अंदर नहीं जा रहा है तो दूसरा लीफ जो ठीक ६० गुणा १०० है वह ०६ जा रहा है यह हमें बता रहा है कि स्पार्क प्लग में ऊपरी और निचले इलेक्ट्रोड के बीच का अंतर ०६ मिमी है और इसे समायोजित किया जा सकता है फीलर गेज विभिन्न प्रकार के होते हैं हमारे पास GO NO GO गेज टेपर्ड गेजGO NO GO फीलर गेज है इसका मोटा बेस और पतला टिप है गेज का पतला एंड गैप में जा सकता है और एक मोटा शरीर नहीं जाएगा तो यह GO NO GO है यह पतला है यह मोटा है तो हमारे पास स्ट्रेट लीफ फीलर गेज है जैसे हमारे यहाँ है अब यह एक स्ट्रेट लीफ फीलर गेज है पूरी लीफ की मोटाई है इसकी पूरी लंबाई में एक समान है तो हमारे पास मीट्रिक फीलर गेज या मीट्रिक और इंपीरियल फीलर गेज है यह दो अलग अलग फीलर गेज संयोजन मीट्रिक फीलर गेज है जो एक मिलीमीटर के सौवें में नाप देता है और इंपीरियल इंच प्रकार का होता है वह एक इंच के हजारों में नाप देता है तो मीट्रिक और इंपीरियल फीलर गेज का एक संयोजन है तो हमारे पास टेपर्ड फीलर गेज है जो एक पतला लीफ फीलर गेज है जिसमें लीफ है जो टिप की ओर पतली है तो यह फीलर गेज वास्तव में एक टेपर टेपर्ड है यदि आपने लीफ को देखते हैं तो यह इसके टिप की ओर पतला होता है तो टेपर्ड फीलर गेज यह एक है तो फीलर स्ट्रिप यहां है और यह समान रूप से काम करती है दो फीलर गेज ब्लेड अपवाद यह है कि उन्हें एक सेट में सही नहीं किया जाता है और किसी भी छोर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो यह फीलर स्ट्रिप है यह यहां समान है और यहां यह केवल एक स्ट्रिप समान चौड़ाई है तो ये विभिन्न प्रकार के फीलर गेज भी हैं यह एक एंगल फीलर गेज एंगल फीलर गेज या ऑफसेट है इस मामले में मोटर के जटिल हिस्सों तक आसान पहुंच के लिए फीलर गेज टिप की ओर झुकता है कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनमें हम एक सीधा रास्ता से नहीं डाल सकते हैं हमें इसे ठीक से डालने के लिए कुछ मोड़ने की आवश्यकता होती है तो यह एक फीलर गेज का उपयोग सतह प्लेट पर भी किया जाता है यह देखने के लिए कि गैप है या नहीं क्या समतलता है या नहीं उदाहरण के लिए जब मैं ऊंचाई गेज का उपयोग करूंगा हम सबसे पतले फीलर लीफ को ऊंचाई गेज के आधार और हमारी सतह प्लेट की शीर्ष सतह के बीच डालने की कोशिश करेंगे तो क्या यह गैप के भीतर जाता है कि नहीं तो हम इसे देख सकते हैं तो कभी कभी वार्पसहो सकता है बम्पस भी हो सकता है तो फीलर गेज किसी पाॅइंट पर सम्मिलित होगा या नहीं होगा तो इस उद्देश्य के लिए फीलर गेज का उपयोग किया जाता है जैसे फीलर गेज अन्य गेज पिच गेज या थ्रेड गेज की तरह होता है जो हमारे प्रयोगशाला प्रदर्शन के अगले भाग में चर्चा करेगा तो अभी के लिए धन्यवाद और हम अन्य उपकरणों जैसे पिच गेज pitch gauge वर्नियर हाइट गेज फिर साइन बार कॉम्बिनेशन गेज कॉम्बिनेशन सेट पर चर्चा करने के लिए फिर से मिलेंगे तो स्लिप गेज और वर्नियर या गियर वर्नियर तो इन उपकरणों पर भी चर्चा की जाएगी हम प्रदर्शन को देखने के लिए प्रयोगशाला में भी जाएंगे समन्वय माप मशीनों का उपयोग करके समन्वय को कैसे नोट करें इसलिए हम अगले सत्र में प्रयोगशाला प्रदर्शन में अभी मिलेंगे